हमने दो टर्मिनल तत्वों के श्रृंखला कनेक्शन को देखा है जहां सभी तत्वों के माध्यम से एक ही धारा प्रवाहित होती है और संयोजन में कुल विभवांतर विभवांतर का योग होता है अब हम दो टर्मिनल तत्वों के समानांतर कनेक्शन को देखेंगे जिसे विभवांतर और धारा इंटरचेंज की भूमिकाओं के साथ श्रृंखला कनेक्शन के काउंटर पार्ट के रूप में माना जा सकता है जब हमारे पास दो टर्मिनल तत्व समानांतर कनेक्शन का अर्थ है कि आप सभी तत्वों के एक टर्मिनल को एक साथ जोड़ते हैं और सभी तत्वों के दूसरे टर्मिनल को भी एक अलग नोड से जोड़ते हैं और ये दो नोड प्रभावी समानांतर संयोजन के टर्मिनल बनाते हैं इसलिए मैं इसमें से किसी भी संख्या को समानांतर में रख सकता हूं अब यह क्या करना है आप इन तत्वों में विभवांतर देख सकते हैं यदि आप यहां पहले दो तत्वों को शामिल करते हुए एक लूप बनाते हैं तो आप आसानी से देखेंगे कि वी 1 वी 2 और ये दो तत्व वी 2 वी 3 और इसी तरह ऐसा इसलिए है क्योंकि वे एक ही दो टर्मिनलों के बीच जुड़े हुए हैं तो समानांतर संयोजन में यह गुण होता है कि सभी तत्वों में विभवांतर बिल्कुल समान होता है मुझे इस धारा को I 1 यह एक I 2 और यह एक I 3 कहते हैं और स्पष्ट रूप से आप देखते हैं कि कुल धारा यह विभवांतर समानांतर संयोजन में बहने वाली कुल धारा है I 1 I 2 I 3 तो अब आप देख सकते हैं कि यह श्रृंखला संयोजन के हिस्से का सटीक काउंटर है यहां सभी तत्वों में विभवांतर बिल्कुल समान है और समानांतर संयोजन की धारा अलग अलग तत्व धाराओं का योग है तो इनके साथ हम जल्दी से सभी तत्वों के माध्यम से फिर से जा सकते हैं और देख सकते हैं कि समानांतर संयोजन कैसा व्यवहार करता है तो फिर से ऐसा करने का कारण यह है कि हालांकि ये प्राथमिक हैं कुछ विश्वास हासिल करना है कि आप पहले सिद्धांतों से सब कुछ तर्क कर सकते हैं मुझे पहले विभवांतर स्रोतों को समानांतर में देखने देता है इसलिए मेरे पास दो आदर्श विभवांतर स्रोत हैं वी 1 तथा वी 2 मैं उन्हें समानांतर में जोड़ता हूं अब मैं एक लूप बनाता हूं और किरचॉफ के विभवांतर नियम को लागू करता हूं यह मुझे बताता है कि वी 1 को वी 2 के बराबर होना चाहिए तो इसका वास्तव में मतलब यह है कि अगर वी 1 और वी 2 एक दूसरे से अलग हैं तो इस कनेक्शन की अनुमति नहीं है अगर वी 1 वी 2 के बराबर होता है तो पूरी चीज वी 1 के एकल विभवांतर स्रोत के बराबर होती है इसलिए जैसे धाराओं के स्रोतों के श्रृंखला कनेक्शन की अनुमति नहीं है सामान्य रूप से विभवांतर स्रोतों के समानांतर कनेक्शन की अनुमति नहीं है इसलिए इसकी अनुमति तभी दी जाएगी जब दो विभवांतर स्रोत समान हों और उस स्थिति में परिणाम तुच्छ हो परिणाम भी समान विभवांतर स्रोत हो अब मुझे यहां एक बात सावधान करनी है कि इसके बीच भ्रमित न हों और दो बैटरियों को समानांतर में जोड़ने पर आप हमेशा कह सकते हैं कि मैं दो बैटरी 15 वोल्ट और 9 वोल्ट खरीद सकता हूं और उन्हें दो तारों का उपयोग करके समानांतर में जोड़ सकता हूं जो मुझे रोक रहा है इससे आपका क्या मतलब है इसकी अनुमति नहीं है अब यहां हम आदर्श विभवांतर स्रोतों के बारे में बात कर रहे हैं यदि आपके पास आदर्श विभवांतर स्रोत हैं तो इस कनेक्शन की अनुमति नहीं है अब बैटरी के साथ बात यह है कि इसका अनुमानित विभवांतर स्रोत यह एक आदर्श विभवांतर स्रोत नहीं है इसमें श्रृंखला में कुछ प्रतिरोध है तो उन चीजों को एक दूसरे के समानांतर जोड़ा जा सकता है क्या होता है वह बड़ा धारा प्रवाह और फिर वह बैटरी के जीवन को कम कर देगा लेकिन जब आदर्श विभवांतर स्रोतों की बात आती है तो उन्हें इस तरह से जोड़ने से किरचॉफ के विभवांतर नियम का उल्लंघन होगा और परिणामस्वरूप इसकी अनुमति नहीं है अब हम समांतर रूप से समसामयिक स्रोतों को देखते हैं तो मान लीजिए कि हमारे पास ये दो टर्मिनल हैं और मेरे पास कई मौजूदा स्रोत हैं I 1 I 2 I 3 और इसी तरह I N कहने के लिए मेरे पास समानांतर में N वर्तमान स्रोत हैं तो उन सभी में एक ही विभवांतर दिखाई देता है लेकिन यह प्रासंगिक नहीं है क्योंकि वर्तमान स्रोत में विभवांतर का इसके माध्यम से धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और किरचॉफ के वर्तमान नियम के तुच्छ अनुप्रयोग से पता चलता है कि यहां प्रवाहित होने वाली धारा I 1 I 2 है I ३ सभी तरह से I N इसलिए वर्तमान स्रोतों का समानांतर कनेक्शन एक एकल वर्तमान स्रोत I x के बराबर है जिसका मान अलग अलग वर्तमान स्रोतों का योग है तो यह श्रृंखला में विभवांतर स्रोतों का काउंटर पार्ट है अब मैं प्रतिरोधों को समानांतर में मानता हूं तो हमारे पास फिर से दो टर्मिनल हैं मान लें कि हमारे पास विभवांतर वी है और हमारे पास आर एन के लिए कई प्रतिरोधक आर 1 आर 2 हैं अब उनमें से प्रत्येक के माध्यम से वर्तमान ओम नियम द्वारा दिया जाता है और इसके लिए विशेष मामले में चालन प्रपत्र का उपयोग करना अधिक सुविधाजनक है मैं इस धारा को G 1 गुना V के रूप में लिखूंगा जहां G 1 चालन है यह धारा G 2 गुना V है और इसी तरह और अंत में यह जी एन गुना वी है और यहां वर्तमान स्पष्ट रूप से इन सभी का योग है जो जी 1 जी 2 है जो जी एन गुना वी तक है तो यह वर्तमान है I कुछ संख्या बार विभवांतर है तो आप देखते हैं कि यह वही संबंध है जो एक प्रतिरोधी में मौजूद होगा यह आनुपातिकता उस एकल प्रतिरोधी का संचालन होगा इसलिए I और V के बीच इस आनुपातिक संबंध के कारण हम जानते हैं कि समानांतर संयोजन प्रतिरोधक भी एक प्रतिरोधक की तरह व्यवहार करते हैं जिसका प्रभावी चालन G 1 G 2 द्वारा G N को सभी तरह से दिया जाता है इसलिए अगर मैं इस टर्मिनलों को n १ और n २ के बीच n १ और n २ कहता हूं तो यह एक अवरोधक की तरह दिखता है और आप इस तरह से चालन की गणना कर सकते हैं यदि आप प्रतिरोध रूप का उपयोग करने की तैयारी करते हैं तो प्रभावी प्रतिरोध का व्युत्क्रम व्यक्तिगत प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग द्वारा दिया जाता है यह वह रूप है जो शायद आप सभी से परिचित है लेकिन कई बार प्रतिरोधों की तुलना में विश्लेषण में चालन का उपयोग करना आसान होता है अब हम कैपेसिटर को समानांतर में मानते हैं तो आपके पास दो टर्मिनल हैं जिनमें हमारे पास विभवांतर वी है और हमारे पास सी 1 सी 2 सी एन के लिए सभी तरह से है और हम धाराओं और व्यक्तिगत कैपेसिटर के लिए अभिव्यक्ति लिख सकते हैं हम जानते हैं कि कैपेसिटर सी के माध्यम से वर्तमान 1 उस दिशा में c कैपेसिटर के माध्यम से V धारा का एक बार व्युत्पन्न CN उस दिशा में C है VI का 2 गुना व्युत्पन्न अब तक स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था मुझे लगता है कि आप इस विचार के अभ्यस्त हैं कि जब आपके पास कैपेसिटर विभवांतर का समानांतर कनेक्शन होता है वे समान हैं और V के बराबर हैं और अंत में इसके माध्यम से धारा V का CN गुना व्युत्पन्न है इसलिए यहां से निकलने वाली कुल धारा इन सभी चीजों का योग है जो कि समय व्युत्पन्न के समय कैपेसिटर का योग है वी का फिर से आप देखते हैं कि यहां विभवांतर और वहां मौजूद धारा के बीच का संबंध बिल्कुल कैपेसिटर जैसा दिखता है यदि आपके पास कुछ कैपेसिटर c प्रभावी और विभवांतर V इसके माध्यम से धारा होता है तो V का प्रभावी समय व्युत्पन्न C होगा हम देखते हैं कि ये दो एक ही रूप हैं स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि समाई का प्रभावी मूल्य C1 C 2 C 3 और इसी तरह है तो कैपेसिटर का समानांतर संयोजन एकल कैपेसिटर की तरह कार्य करता है जिसका मूल्य अलग अलग कैपेसिटर का योग होता है अब हम समानांतर एल 1 एल 2 एल एन में कई प्रेरकों पर विचार करते हैं और उन सभी में समान विभवांतर वी होता है मैं वर्तमान I 1 I 2 I N को चिह्नित करूंगा अब हम पिछली चर्चा से जानते हैं कि वर्तमान I 1 और समय t प्रारंभ करनेवाला के पार विभवांतर के L 1 इंटीग्रल 0 से t के बराबर है और यह प्रारंभ करनेवाला वर्तमान के लिए शून्य प्रारंभिक स्थिति मान रहा है तो कुल धारा जो कि I 1 I 2 I N है 1 बटा L 1 1 बटा L 2 के बराबर 1 तक L N द्वारा t dt के शून्य से t V का समाकलन है तो अब हम देखते हैं कि यह वही संबंध है जो हमारे पास होता अगर हमारे पास एक प्रारंभ करनेवाला होता जिसका मान L के बराबर प्रभावी होता तो विभवांतर और धारा I से संबंधित होता I समय के साथ V के प्रभावी इंटीग्रल पर 1 के बराबर होता है तो स्पष्ट रूप से प्रभावी अधिष्ठापन का व्युत्क्रम व्यक्तिगत अधिष्ठापन के योग के बराबर होता है 1 बटा एल प्रभावी 1 बटा एल 1 1 बटा एल 2 1 एल एन के बराबर होता है और यह समानांतर में प्रतिरोधों के समान है यदि आप प्रतिरोधों के संदर्भ में अभिव्यक्ति लिखते हैं तो हमने देखा कि हमें एक समान रूप मिला है